नमस्कार और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस भाग के प्रदर्शन में आपका स्वागत है पिछले प्रदर्शन में हमने C में एक विशेष कोड का प्रोग्राम लिया था और हमने एक भेद्यता पर ध्यान दिया था जो स्ट्रिंग कॉपी के कारण हो रही थी और हम देखते हैं कि 100 से अधिक बाइट्स के साथ विशेष रूप से स्थानीय बफर का अतिप्रवाह कैसे वास्तव में एक विभाजन दोष पैदा कर सकता है हमने उस प्रदर्शन के दौरान GDB का उपयोग वास्तव में यह देखने के लिए किया था कि बफर ओवरफ्लो के कारण रिटर्न एड्रेस ओवरराइट हो गया था इस विशेष प्रदर्शन में हम वहां से काम करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम उस हमले को बढ़ा सकते हैं और उस कार्यक्रम में एक विशेष पेलोड को इंजेक्ट कर सकते हैं और उस पेलोड को निष्पादित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं इसलिए जिस पेलोड पर हम वास्तव में विचार करेंगे वह एक शेल बनाना है अब ऐसे पेलोड जहां एक शेल बनाया जाता है इस तरह के उदाहरणों में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि एक बार एक हमलावर के पास शेल होने पर सिस्टम पर उसका काफी बेहतर नियंत्रण होता है मान लीजिए कि एक हमलावर वास्तव में एक सिस्टम में एक शेल प्राप्त करने में सक्षम है और अगर वह मान लेता है कि शेल के पास सुपर उपयोगकर्ता विशेषाधिकार हैं तो हमलावर यह सोच सकता है कि रूट उपयोगकर्ता कर सकता है तो जैसा कि पहले हम उन कोड का उपयोग करेंगे जो बिट बकेट रिपॉजिटरी के साथ उपलब्ध हैं तो ये कोड nptel codes मॉड्यूल 2 में मौजूद हैं जिस कोड को हम देख रहे हैं वह टेस्टकोड है तो याद रखें कि टेस्टकोड में दो कार्य एक कापियर फ़ंक्शन और एक मुख्य फ़ंक्शन थे मुख्य फ़ंक्शन ने कमांड लाइन के तर्क के रूप में आर्गव लिया और यह कॉपियर फ़ंक्शन के लिए argv1 पारित हुआ कॉपियर फ़ंक्शन में एक वर्ण सूचक एसटीआर था जो इस सूचक को इस तक पहुंचाता है विशेष स्ट्रिंग और फिर इस बफर में एसटीआर से strcpy द्वारा होता है अब ध्यान दें कि भेद्यता यहाँ पर होती है क्योंकि बफर सिर्फ 100 बाइट्स का होता है जबकि strcpy बफर में कॉपी करना जारी रखेगा जब तक कि 39 039 यानी null कैरेक्टर एसटीआर में प्राप्त नहीं हो जाता तो जब तक कोई शून्य समाप्ति वर्ण नहीं है तब तक strcpy बाइट को बफ़र में कॉपी करना जारी रखेगा और परिणामस्वरूप बफर अतिप्रवाह होगा इस कारनामे को बनाते समय वास्तव में पहली बात यह है कि निष्पादन के दौरान किस बिंदु पर पहचान करना है या क्या पेलोड वास्तव में निष्पादन को रोकने के लिए इस टेस्टकोड का कारण होगा अतः ऐसा करने के लिए हम find payload नामक इस छोटी स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं तो find payload इस तरह दिखता है यह एक छोटा पाइथन लिपि है और यह अनिवार्य रूप से इस विशेष मामले में 108 बार एक स्ट्रिंग S बनाता है इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं यहां 8 जोड़ देता हूं तो प्रिंट पेडिंग स्टेटमेंट वास्तव में A 8 बार प्रिंट कर सकता है तो find payload A 8 बार प्रिंट करेगा इसी तरह इसे 64 में बदलने के लिए मुझे 64 की लंबाई मिलेगी अब कमांड लाइन तर्क के रूप में इसे पास करने के लिए टेस्टकोड में हम निम्नलिखित करते हैं हम टेस्टकोड को निम्नानुसार चलाते हैं पहली चीज जो हम करते हैं वह है कि आउटपुट को find payload से किसी फाइल E1 में डालना तो फ़ाइल E1 में 64 A का समावेश है दूसरी बात यह है कि E1 को इनपुट के रूप में टेस्टकोड के लिए भेजा जाता है E1 की सामग्री का निरीक्षण करने पर हम देखते हैं कि परीक्षण कोड E1 से इनपुट लेता है जो 64 A है और निष्पादित करता है चूंकि 64 टेस्ट कोड में परिभाषित बफर के आकार से कम है इसलिए कोई समस्या नहीं है और ऐसा कोई अतिप्रवाह नहीं है जो होता है और परीक्षण कोड सफलतापूर्वक पूरा होता है दूसरी ओर यदि हम A के आकार को 64 से बढ़ाकर 128 कर दें तो हम देखते हैं कि क्या होगा तो हम निम्नानुसार करते हैं find payload निष्पादन योग्य चलाते हैं और आउटपुट को E2 में संग्रहीत करते हैं इसलिए E2 में अब 128 A है अब यदि आप टेस्टकोड चलाते हैं और हमारे पास यह बफर ओवरफ्लो होगा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है और टेस्टकोड के परिणामस्वरूप विभाजन दोष होगा अब इस विशेष स्ट्रिंग की लंबाई को बदलकर हम इनपुट की सही लंबाई की पहचान करने में सक्षम होंगे जो इस समस्या का कारण बनता है अगर मैं इसे 104 कहने के लिए बदलूं तो find payload को रन करें E2 में 104 बाइट की लंबाई को स्टोर करने के लिए और इसे चलाएं आप देखते हैं कि यह काम करता है इसलिए 104 हमारी समस्या को हल करने वाला नहीं है दूसरी ओर अगर मैं इसे 108 बनाता हूं और ठीक यही बात हम देखते हैं कि "done" प्रिंट हो जाता है और साथ ही साथ "done" के बाद एक विभाजन दोष होता है तो यह ठीक होता है क्योंकि ठीक 108 की लंबाई के साथ फ्रेम पॉइंटर जो स्टैक पर संग्रहीत है वह ओवरराइट किया गया है लेकिन रिटर्न एड्रेस नहीं इसलिए फ़ंक्शन के पूरा होने के बाद इसका निष्पादन होता है जिसे हम कोड के रूप में देखेंगे इसलिए कॉपियर के पूरा होने के बाद हम ध्यान दें कि स्टैक में मौजूद फ़्रेम पॉइंटर को ओवरराइट किया गया है लेकिन रिटर्न एड्रेस को नहीं इसलिए वापसी मुख्य पर वापस आ सकती है और किए गए प्रिंटफ़ को निष्पादित किया जाएगा हालाँकि चूंकि फ्रेम पॉइंटर को संशोधित किया जा चुका है इसलिए मुख्य रूप से सफाई से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगा और यही कारण है कि हम प्रिंटफ के निष्पादन के बाद एक विभाजन दोष प्राप्त करते हैं अब यदि दूसरी ओर हम पैडिंग को 108 से 112 में बदलते हैं जिसका अर्थ है कि हमारे पास पैडिंग के चार अतिरिक्त बाइट्स हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यह सिर्फ फ्रेम पॉइंटर नहीं है जो हेरफेर हो जाता है बल्कि एडजासेंट मेमोरी भी है जो अनिवार्य रूप से है वापसी का पता भी संशोधित हो जाएगा तो ऐसे मामले में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कापियर फ़ंक्शन मुख्य में वापस नहीं आ पाएगा इसलिए जब हम 108 के बजाय 112 के पेलोड के साथ इस कार्यक्रम को फिर से चलाते हैं तो हम देखेंगे कि प्रिंट किए गए विवरण को निष्पादित नहीं किया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्य में वापसी को संशोधित किया गया है और कॉपियर कुछ अवैध स्थान पर लौटने की कोशिश कर रहा है 0x41414141 जो अनिवार्य रूप से A है जिसे आपने वापसी पता स्थान में डाला है इसलिए अगली चीज जो हम वास्तव में देखेंगे वह है विशिष्ट पेलोड को निष्पादित करने के लिए मजबूर करना इसलिए हम इस विशेष फाइल को देखेंगे जिसे next underscore पेलोड payload कहा जाता है जो कुछ इस तरह दिखता है तो इसमें चार भाग शामिल हैं एक nops है और आपके पास शेल कोड है और आपके पास कुछ पैडिंग है और अंत में आपके पास एक ईआईपी है तो शेल कोड के साथ हम क्या करना चाहते हैं इस सब के साथ बफर को भरना है 64 nops होने चाहिए फिर एक शेल कोड यहाँ पर मौजूद है जो 32 बाइट्स का है और फिर हमारे पास कुछ पैडिंग हैं जो कि बाइट्स के आकार 112 64 32 के हैं और अंत में FFFFCF70 का एक मान है तो वास्तव में यह मूल्य क्या है हम वास्तव में क्या पहचानेंगे बफर ओवरफ्लो के दौरान हम जो उम्मीद करते हैं वह यह है कि 100 बाइट्स भर जाने के बाद फ्रेम पॉइंटर जो स्टैक में जमा होता है वह ओवरराइट हो जाएगा मुख्य के लिए अगला पता भी अधिलेखित हो जाएगा तो हम क्या चाहते हैं यह रिटर्न पता अब इस शेल कोड को इंगित करना चाहिए तो हमें आवश्यकता होगी कि वास्तव में मेमोरी में शेल कोड कहां मौजूद है और सूचना के लिए हमें GDB का उपयोग करने की आवश्यकता होगी तो एक और टर्मिनल खोलेगा और निम्नानुसार GDB चलाएगा टेस्टकोड और हम लाइन नंबर 5 में एक ब्रेकपॉइंट लगाते हैं और इसे कुछ इनपुट के साथ चलाते हैं जिसे A's कहते हैं और इस विशेष बिंदु पर हम स्टैक की सामग्री को देखते हैं जिसमें बफर gdb x32x esp शामिल हैं जो निम्नानुसार है अब यदि मैं मुख्य disassemble करता हूं तो कापियर के बाद वापसी का पता 0804847A है और हम जानना चाहते हैं कि यह वापसी पता कहाँ पर मौजूद है और हम देखते हैं कि यह वापसी पता यहाँ पर मौजूद है यह FFFFCFEC स्थान पर है और आगे हम बफर का पता चाहते हैं ताकि स्थान location gdb info locals and gdb px buffer से प्राप्त हो और हम ध्यान दें कि FFFFCF7C वह जगह है जहाँ बफर मौजूद है इसका मतलब है कि बफर वास्तव में यहाँ कहीं मौजूद है इसलिए हम जो करते हैं वह आदर्श रूप से हम इस स्थान से शुरू करके अपने पेलोड को भरना चाहते हैं इसलिए इस स्थान से शुरू करके हम चाहते हैं कि हमारा पेलोड वही हो जो शेल कोड यहां परिभाषित किया गया है हालाँकि एक बेहतर संरेखण पाने के लिए हम क्या करते हैं हम शुरू में कुछ nops जोड़ते हैं इसलिए इस opcode के द्वारा nops मौजूद है इस opcode 90 द्वारा दिया गया है और जब भी प्प्रोसेसर 90 का यह opcode देखता है तो यह सिर्फ निर्देश को छोड़ देने वाला है हम बफ़र की शुरुआत में nops को भरते हैं और फिर इस मामले में कुछ ऑफसेट पर 64 बाइट्स हम शेल कोड में भरते हैं अब हमें एक उचित nops में कहीं वापस जाने की ज़रूरत है ताकि शेल कोड निष्पादित हो तो इसका बहुत कुछ परीक्षण जो ट्रायल एंड एरर से प्राप्त होता है और हमने जो पाया कि FFFFCF70 को निर्दिष्ट करते हैं तो यह इंगित करेगा जो यह वास्तव में काम करेगा इसलिए हम देखेंगे कि जब हम ऐसा इनपुट देते हैं तो क्या होता है इसलिए सबसे पहले हम शेल कोड बनाते हैं जिसे हम निम्नानुसार निष्पादित करना चाहते हैं तो हम अगला पेलोड को E3 नामक इस फ़ाइल में संग्रहीत करते हैं और फिर हम GDB को लाइन नंबर 7 पर टेस्टकोड से समाप्त होता है जो कि strcpy का अंत है और फिर इनपुट के रूप में नवगठित पेलोड देते हुए चलता है तो यह E3 द्वारा किया जाता है जो कि E3 फ़ाइल से इनपुट लेता है और उस विशेष इनपुट के साथ चलता है तो ऐसा क्या हुआ है कि कॉपियर ने आगे चलकर strcpy को अंजाम दिया है और चूंकि हमने जो स्ट्रिंग दी है वह 100 बाइट्स से बहुत बड़ी है इसलिए बफर को ओवरराइट किया गया है और स्ट्रिंग को रणनीतिक रूप से इस तरह बनाया गया है कि रिटर्न एड्रेस मौजूद हो जो स्टैक पर एक विशिष्ट वापसी पते के साथ प्रतिस्थापित किया गया है जो बफर में मौजूद पेलोड को निष्पादित करने के लिए मजबूर करता है तो आइए इसे विस्तार से देखें तो हम स्टैक की जांच करते हैं हम अपने द्वारा बनाए गए पेलोड को देखेंगे और हम इस विशेष बिंदु पर बफर को देखते हैं जहां बफर वास्तव में शुरू होता है जो बाइट 90 के 64 nops से भरा होता है तब हम देखेंगे कि पेलोड वास्तव में इस स्थान से शुरू होता है ध्यान दें कि एलाइनमेंट लिटिल एंडियन पर आधारित है इसलिए इसलिए जब हम C3C089C3 को निर्दिष्ट करते हैं जो हम वास्तव में यहां देखते हैं उसी के लिए लिटिल एंडियन नोटेशन है तो अगले 32 बाइट्स जिसमें यह शेल कोड शामिल होगा शेल कोड वास्तव में क्या करता है कि यह मशीन संचालन को एन्कोड करता है जो वास्तव में एक शेल बनाता है हम विवरण में नहीं जाएंगे कि शेल कोड अभी कैसे बनाया गया है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं या ऑनलाइन विभिन्न उपकरण हैं जो आपके लिए ये शेल कोड बनाएंगे इसलिए यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि लिटिल एंडियन संकेतन में शेल कोड के पहले चार बाइट्स हैं अगले चार बाइट्स और इसी तरह आगे भी हैं अब शेल कोड 420BCD80 के साथ समाप्त होता है जो यहाँ 420BCD80 है और फिर हमारे पास बहुत सारे पैडिंग मौजूद हैं वास्तव में हमारे पास 112 64 32 बाइट्स हैं जो हम देखते हैं कि ए के साथ पैडिंग है जो वास्तव में यहां से यहां तक मौजूद है इसलिए 1 2 3 और 4 हैं तो यह 64 बाइट्स में समाप्त होता है जो 112 64 32 है और अंत में हम देखते हैं कि यह स्थान जिसे रिटर्न पता होना चाहिए था इसलिए इस स्थान को FFFFCF70 मान से अधिलेखित कर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि जब यह कापियर फ़ंक्शन अपने निष्पादन को पूरा करता है तो यह इसके लिए मेमोरी सामग्री इस स्थान से लेने जा रहा है और इसे EIP रजिस्टर में डालें FFFFCF70 के अनुरूप यहाँ पर यह मेमोरी है तो क्या होने जा रहा है कि निर्देश सूचक इस स्थान को इंगित करेगा और यह यहां से प्रत्येक बाइट उठाएगा जो 90909090 है और इस nops को निष्पादित करना शुरू करें ताकि सभी nops निष्पादित हो जाएं और फिर आपका वास्तविक शेल कोड जो देख रहा है इस स्थान को तब निष्पादित किया जाएगा आखिरकार ऑपरेशन के इन 32 बाइट्स के अंत तक जो आपके शेल को निष्पादित करता है बनाया गया होगा शेल एक व्यवधान 80H का उपयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल द्वारा आदर्श रूप से बनाया जाता है जो ओएस को बताता है कि एक नई प्रक्रिया बनानी होगी तो यह वास्तव में यहाँ पर हो रहा है तो चलिए वास्तव में इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं कि शेल निष्पादित है इसलिए जब आप इसे चलाते हैं तो हम GDB का उपयोग कर सकते हैं हम इसे निम्न प्रकार से चला सकते हैं testcode और हम देखते हैं कि एक शेल बन जाता है तो यह शेल "sh" है इसलिए हम सभी शेल कमांड कर सकते हैं आप "ps" का उपयोग कर सकते हैं वर्तमान में इस शेल को निष्पादित करने वाली प्रक्रियाओं को देखने के लिए और हम देखते हैं कि अंततः तीन प्रक्रियाएं हैं "ps" वह प्रक्रिया है जो कि हमने दी है और इस प्रक्रिया के लिए parent "sh" प्रक्रिया और मूल बैच शेल जो इस टर्मिनल के साथ बनाया गया था वह यहां मौजूद है तो इस तरह हमने देखा कि हमने एक पेलोड के साथ testcodec नामक इस विशेष कोड को इंजेक्ट किया है हम बफर को ओवरफ्लो करने के लिए मजबूर करते हैं और पेलोड जो निष्पादित करने के लिए बफर में मौजूद था इतने सारे मैलवेयर वास्तव में इस विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं जो वे एक पेलोड प्राप्त करते हैं और एक बार एक हमलावर इस तरह के पेलोड को प्राप्त करने में सक्षम होता है वह सिस्टम में कुछ भी कर सकता है जैसे उदाहरण के तौर पर सभी ऑब्जेक्ट फ़ाइलों को इस तरह से हटा दें और इत्यादि